पहले सप्ताह के दूसरे व्याख्यान में आपका स्वागत है पिछला व्याख्यान कोर्स परिचय के बारे में था और इस व्याख्यान में देखेंगे कि वास्तव में हम एनएलपी में क्या करते हैं एनएलपी के मुख्य लक्ष्य क्या हैं इस पर चर्चा करते हुए पिछले व्याख्यान को हमने वही समाप्त किया था इसके साथ हमने दो अलग अलग कोर्सों के बारे में भी चर्चा की हमने बुनियादी सिद्धांतों के वैज्ञानिक लक्ष्य के बारे में बात की जिससे हम व्यापक भाषा की बहुत गहरी समझ रख सकते हैं और दूसरा लक्ष्य जिस पर हमने चर्चा की वह इंजीनियरिंग लक्ष्य था तों क्या में टेस्ट सिस्टम्स को डिजाईन और इम्प्लीमेंट कर के नेचुरल लैंग्वेज की प्रक्रिया को कर सकते है और जिसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन के लिए व्यावहारिक एप्लीकेशन के लिए किया जा सकता है और हमने यह भी कहा कि इस कोर्स में हम मुख्य रूप से एनएलपी के इंजीनियरिंग कोर्स पर ध्यान केंद्रित करेंगे हमने इंजीनियरिंग लक्ष्यों के बारे में बात की अब ये लक्ष्य क्या हैं तो आइए कुछ उदाहरणों के साथ इन्हें देखें अब मेरा लक्ष्य बहुत महत्वाकांक्षी हो सकता है यह सिर्फ एक मजेदार उदाहरण है हम हर बार गूगल ट्रांसलेट का उपयोग करते हैं तो उसका प्रयोग करके हमेशा अच्छी गुणवत्ता आदर्श अनुवाद प्राप्त हो तो इसे मैं बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य कहूंगा यह स्नेप गूगल ट्रांसलेट पेज से लिया गया है यदि मैं गूगल इस ओसम टाइप करता हूं तो अनुवाद अंग्रेजी से हिंदी में जाने पर गूगल FL हो जाता है इसलिए अनुवाद सही कहने के बजाय गूगल FL कहता है जो कि इस शब्द के लिए यह अच्छा अनुवाद नहीं है तो वह क्यों है क्योंकि जो सिस्टम हमारे पास है वह पूरी तरह से सही नहीं हैं उनके पास डिजाइन के लिए कुछ निश्चित इंजीनियरिंग समाधान हैं लेकिन वह हमेशा सही नहीं होते इसलिए आपको हर बार सही अनुवाद नहीं मिलेगा और हमें अपने दिमाग में बात याद रखनी होगी के सिस्टम पूरी तरह से सही नहीं हैं अब हम दूसरा उदाहरण लेते है यदि आप गूगल ट्रांसलेट पेज पर गूगल इस कूल टाइप करते हैं तो हमें अनुवाद गूगल FL मिल जायेगा तो अब यह पिछले से थोड़ा बेहतर है लेकिन यह अभी भी सही नहीं है मैं यह क्यों कह रहा हूं कि यह पिछले वाले से थोड़ा बेहतर है तो गूगल FL दुनिया के लिए अनुवाद में से एक है हां एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो शांत है आप कह सकते हैं कि शांत का अर्थ FL हो सकता है लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि इस वाक्य में गूगल शांत है तो यह उन समस्याओं में से एक है जो हम इस कोर्स में देखेंगे कि एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं मुझे कैसे पता चलेगा कि वाक्य में इस्तेमाल होने वाला वास्तविक अर्थ क्या है तो यह वास्तविक इंजीनियरिंग समस्या है जिसे कुशल एल्गोरिदम डिजाइन करके हल किया जा सकता है इसलिए जब मैं कुछ अनुवाद के बारे में बात कर रहा था जो गूगल भी अच्छी तरह से मान्य नहीं हैं तो मैं सिर्फ कुछ उदाहरण दिखा रहा हूं यह केवल मशीनों के मामले में नहीं है यहां तक कि इंसानों से भी अनुवाद करने में ब्लंडर गलती हो जाती है इसलिए इस स्लाइड में मैं आपको एक विशेष स्लोगन दिखा रहा हूं जो कि पेप्सी के साथ था जब पेप्सी अपने अभियान के लिए पहली बार चीन गई थी उनके पास पेप्सी जनरेशन के साथ जिंदा आओ का स्लोगन था और चीन में उन्हें चीनी में अनुवाद करना था और उन्होंने इसे कुछ इस तरह से अनुवाद किया कि इसका मतलब है कि 'पेप्सी आपके रिश्तेदारों को मृतकों से वापस लाती है' अब यह बहुत मज़ेदार लग रहा है लेकिन यदि आप वास्तविक अंग्रेजी वाक्य को देखते हैं तो इसका अनुवाद यह हैं कि पीढ़ी रिश्तेदारों के साथ एक से एक है और मृत के साथ एक से एक के साथ जीवित है तो यह इन शब्दों के कुछ प्रकार की चालाकी है ताकि आप फिर से बहुत ही बेतुके तरह के अनुवाद के साथ आए तो यह केवल मशीनों के साथ ही नहीं है यहां तक कि इंसानों ने भी ब्लंडर किया है तो यह पहले पेप्सी के साथ था अब आप केएफसी के साथ भी देख सकते हैं इसलिए जब वे चीन गए तब उन्होंने उंगली चाटना अच्छा है और जब उन्होंने चीनी अनुवाद किया तो इसका मतलब था कि हम आपकी उंगलियों को खा जाएंगे तो फिर से आप देख सकते हैं की लिक्किंग और उसके दूसरे अनुवाद के साथ एक पत्राचार है इसलिए जब तक आप दूसरी भाषा नहीं जानते हैं आप इसे केवल सरल शब्दकोश का उपयोग करके पूरी तरह से अनुवाद नहीं कर पाएंगे यह आपको बहुत ही बेतुका अनुवाद दे सकता है उदाहरण के लिए इसे हैंड ग्रेनेड कहा जाता है और कार्य प्रगति पर है का अनुवाद एग्सीक्यूसन प्रोग्रेस हो जाता है और यदि आप जानते हैं कि एग्सीक्यूसन का क्या अर्थ है मैं यही इशारा कर रहा हूं तो फिर से महत्वाकांक्षी लक्ष्यों कि बात करते है अगर आपने चैटबॉट के बारे में सुना है कि माइक्रोसॉफ्ट ने टेट्वीट्स जारी किए थे ऐसा क्यों हुआ के यह एक दिन से भी कम समय में लिया गया था इस चैटबोट ने बताया कि इंसान इसके साथ कैसे संवाद कर रहे हैं और बहुत जल्द ऐसा होता है कि यह बहुत ही बेतुका और नस्लीय ट्वीट करने लगा जिससे इसे बंद करना पड़ा तो यह बहुत अच्छा ट्वीट है टे ने बताया कि मनुष्य सुपर कूल हैं इसलिए मैं एआई के भविष्य को लेकर चिंतित नहीं हूं तो फिर से आपको बताता हु कि बहुत सटीक प्रणाली विकसित करना बहुत मुश्किल है जो खुले डोमेन वार्तालाप के लिए काम करे इसे हल करना बहुत कठिन समस्या है इसलिए हमारे पास कुछ लक्ष्य हैं जो बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं लेकिन कई अन्य लक्ष्य हैं जो उदाहरण के लिए भी बहुत व्यावहारिक हैं यह पता लगाने कि क्या यह मेरी क्वेरी गलत है मैं इसे सही करने की कोशिश कर रहा हूं मान लीजिए कि गूगल में आप एक क्वेरी टाइप करते हैं जिसमे वर्ल्ड कप 2014 में आपने वर्ल्ड टाइप करते समय आर नहीं लिखा तो गूगल आपको किसी प्रकार का उत्तर देगा क्या आप विश्व कप 2014 की तलाश कर रहे हैं तो इसके बजाय w o l d से आपका मतलब w o r l d है तो इस तरह के स्वचालित क्वेरी करेक्शन जो समस्या है उसे आप एनएलपी का उपयोग करके हल करने के बारे में सोच सकते हैं इसलिए यह बहुत ही व्यवस्थित तरीके है सर्च इंजन और क्वेरी कम्पलीशन में यदि आप एक क्वेरी टाइप करना शुरू करते हैं तो वे यह भी भविष्यवाणी करने की कोशिश करते हैं कि पूरी क्वेरी क्या है जो आप योजना बना रहे हैं इसलिए यदि आप एक क्वेरी टाइप करते हैं तो गूगल स्वत ही इसे पूरा करने की कोशिश करेगा जो आपने पहले की है या अन्य उपयोगकर्ताओं ने इस प्रकारों के साथ क्वेरी की है लैंग्वेज मॉडलिंग की अवधारणा जिसे हम इस कोर्स में चर्चा करेंगे इन सभी पूर्ण कार्यों को करने के लिए इसकी जरुरत होती है यह इनफार्मेशन एक्सट्रैक्शन पर बहुत महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है आपके पास समाचार रिपोर्ट में बहुत से असंरचित डेटा हैं जहां से आप यह पहचानना चाहते हैं कि एंटिटी क्या हैं और इन एंटिटी के बीच विभिन्न संबंध क्या हैं उदाहरण के लिए यदि आप इस टेक्स्ट को देखते हैं तो यह पहचान सकते हैं कि रसेल एक व्यक्ति है जो कंपनी के अध्यक्ष और महाप्रबंधक के रूप में न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार में काम करता है और उसने अभी इस संचलन में अपना पद शुरू किया है तो यह जानकारी टेक्स्ट डेटा में उपलब्ध है लेकिन असंरचित प्रारूप में है तो अब क्या मेरे पास एक आवेदन या एक प्रणाली हो सकती है जो जानकारी को बहुत ही संरचित प्रारूप में बदल देती है तो यहाँ आप इसे एक डेटा सेट प्रारूप में देख रहे हैं आप विभिन्न व्यक्तियों का पता लगा सकते हैं कि किस कंपनी में वे किस पद पर हैं और क्या उनका कार्यकाल शुरू हुआ या समाप्त हुआ तो बहुत सारे टेक्स्ट डेटा दिए जाने से आप एंटिटी के बीच सूचना संबंध के ऐसे इंस्ट्रक्शन डेटा सेट को स्वचालित रूप से बना सकते हैं तो यह इनफार्मेशन एक्सट्रैक्शन का कार्य है और यह एनएलपी का एक बहुत ही व्यावहारिक लक्ष्य है इस कोर्स में कुछ व्याख्यानों के लिए इस समस्या को भी देखेंगे कि मैं टेक्स्ट डेटा से एंटिटी के बीच संबंध कैसे निकल सकते है और इसके पीछे अलग अलग एल्गोरिदम क्या हैं यदि आपने इस कोर्स के बारे में सुना है तों हाल की खबर हे एक प्रोफेसर ने कोर्स के लिए एक चैटबॉट का उपयोग टीए के रूप में किया इस कोर्स में छात्र जो भी प्रश्न कर रहे थे वे सभी चैटबॉट में हैं जो प्रश्नों का विश्लेषण करने और कुछ रेडीमेड उत्तर देने की कोशिश कर सकते हैं और यह दिलचस्प था कि कुछ प्रशिक्षण के बाद चैटबोट इतना अच्छा था कि छात्र नोटिस करने में विफल रहे आप देखते हैं कि कुछ समय बाद जब चैटबोट ने क्वेरी करने के तरीके और प्रतिक्रियाओं के लिए आदर्श तरीके सीखे जो प्रश्नों के लिए आदर्श थे जो मोटे तौर पर 97 प्रतिशत निश्चितता के साथ उत्तर दे रहा था और मानव टीए वास्तव में पहले प्रतिक्रियाओं की जांच करेंगे और फिर वे पोर्टल पर अपलोड करेंगे इसलिए यह फिर से बहुत ही व्यावहारिक लक्ष्य था आप इसे खुले डोमेन चैटबोट से जोड़ सकते हैं जिसके बारे में हमने बात की थी तो यह बहुत ही विशिष्ट डोमेन चैटबॉट था जिसे उन्होंने केवल अपने कोर्स के लिए बनाया डोमेन उनके कोर्स के लिए तय किया गया था और आप जिस तरह की क्वेरी की उम्मीद कर सकते हैं वह एक निश्चित डोमेन के लिए निर्धारित संख्या में भी सीमित है इन डोमेन को एक विशिष्ट चैटबॉट या कन्वर्सेशन एजेंट बनाना बहुत व्यावहारिक लक्ष्य है और हाल के दिनों में महत्वपूर्ण अनुप्रयोग भी है केवल कन्वर्सेशन एजेंट से शुरू होने वाले चैटबॉट जो ई कॉमर्स वेबसाइट पर कुछ उत्पाद खोज के आपकी मदद कर सकते है क्या आप सिर्फ चैटबॉट को अपने विनिर्देश प्रदान कर सकते हैं या किसी उड़ान बुकिंग प्रणाली या बैंकिंग प्रणाली के मामले में जहां आप अपने प्रश्न दे सकते हैं और चैटबोट दस्तावेज़ में देखकर संभावित उत्तर के साथ आ सकते हैं और यह व्यावहारिक अनुप्रयोग है जिसे एनएलपी का उपयोग करके हल किया जा सकता है यह फिर से सेंटिमेंट एनालिसिस की समस्या है इस पर एनएलपी में बहुत काम हो गया है इसलिए आपके सभी ट्वीट्स सभी विचारों और टिप्पणियों से जो आप सोशल मीडिया में प्रदान करते हैं क्या एक ऐसा टूल यह पता लगा सकता है कि उपयोगकर्ताओं की विभिन्न सेंटिमेंट क्या हैं और इसके साथ ही आप यह भी पता लगा सकते हैं कि क्या वे उपयोगकर्ताओं के कुछ वर्षों में ट्रांजीशन और सेंटिमेंट में बदलाव हुआ है हाल के राष्ट्रपति चुनावों और भारत में लोकसभा चुनावों के साथ बहुत सारे शोध किए गए थे बहुत सारे शोध यह पता लगाने पर थे कि विभिन्न राजनीतिक दलों और नेताओं के बारे में लोगों की राय और भावनाएं क्या हैं उनमें से कई वास्तव में यह भी भविष्यवाणी करने के लिए सामने आए कि चुनाव का विजेता कौन होगा और कई अन्य लक्ष्य हैं तो हमने कुछ दिलचस्प लक्ष्यों के बारे में बात की जैसे कि बिल्डिंग सेंटिमेंट एनालिसिस बिल्डिंग डोमेन विशिष्ट बातचीत एजेंट क्वेरी को पूरा करना या ऑटो सुधार करना लेकिन स्पैम कटौती जैसे कई अन्य लक्ष्य हैं तो आप देखेंगे कि यदि आपका Gmail या किसी अन्य वेब सेवा का उपयोग करते हुए कई ईमेल स्पैम फ़ोल्डर में जा रहे हैं तो भी आपको परेशान किए बिना तो यह अंत में क्या हो रहा है एक बार और ईमेल आ जाता है तो सिस्टम यह देखने की कोशिश करता है कि यह स्पैम है या नहीं फिर वहां पर टेक्स्ट एनालिसिस कर रहा है और अगर यह सिर्फ स्पैम है तो यह आपको आपके इनबॉक्स में दिखाई भी नहीं देता है यह सीधे किसी स्पैम फ़ोल्डर में भेज दिया जाता है इसलिए स्पैम कटौती फिर से न केवल आपके ईमेल में बल्कि सोशल मीडिया पर भी ट्वीट्स YouTube टिप्पणियों यहां तक कि YouTube वीडियो में यह पता लगाने का एक बहुत ही व्यावहारिक लक्ष्य है कि इसके स्पैम क्या हैं यह जानना बहुत ही दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण समस्या है फिर आपको वेब पर मशीन ट्रांसलेशन सेवाओं पर समस्या है किसी अन्य देश से एक वेब पेज खोलने के बारे में सोचें आप चीन या जापान देश का दौरा करने जा रहे हैं और आप उस पृष्ठ को पढ़ना चाहते हैं तो आप उस पृष्ठ को अंग्रेजी में या आपके लिए किसी अन्य भाषा में लोड करने के लिए गूगल ट्रांसलेट का उपयोग कर सकते हैं और यह वास्तव में मददगार है तो फिर से यह एक बहुत ही व्यावहारिक अनुप्रयोग है जहां एनएलपी का उपयोग किया जाता है और अंत में टेक्स्ट समरराइजेसन एक बड़ा समाचार लेख या वैज्ञानिक लेख दिया जा सकता है और फिर कई अन्य अनुप्रयोग हैं जहां एनएलपी वास्तव में उपयोग किया जाता है तो पिछली स्लाइड्स में से एक को याद करें जो हमने इस व्याख्यान में देखी थी हमने पाया कि एनएलपी तकनीक सही नहीं है तो कई जगह हैं जहां सिस्टम सही काम नही करते हैं लेकिन यह अभी भी कई अच्छे अनुप्रयोगों के लिए पर्याप्त है तो आप यह जान सकते हैं कि जिस तरह से आप इसे अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर रहे हैं तो आप अभी भी जीवन के कई अनुप्रयोगों में इसका उपयोग कर सकते हैं और यही वह है जो इस क्षेत्र का मार्गदर्शन कर रहा है कि बहुत सारे अनुप्रयोग हैं और आप इसके बारे में सोच सकते हैं तो क्या आप उस समस्या को हल करने के लिए अच्छे विचारों अच्छे एल्गोरिदम के साथ आ सकते हैं और वास्तव में लोग इसका उपयोग करेंगे और इससे लाभान्वित होंगे इसलिए बहुत सारे अनुप्रयोग आप सोच सकते हैं कि आप टेक्स्ट प्रोसेसिंग और एनालिटिक्स करके समाज की मदद कहाँ कर सकते हैं इस व्याख्यान में हमने चर्चा की कि एनएलपी में हम किन चीजों को करते हैं अगले व्याख्यान के बाद हम इस बारे में बात करना शुरू करेंगे कि एनएलपी कठिन क्यों है लैंग्वेज प्रोसेसिंग में ऐसा क्या हे जो इसे कठिन बनाती है